ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के उच्च स्तर पर है यहां स्टेट बिहेवियरहो सकते हैं यह है कि वे केवल एक क्षेत्र वाले अनुक्रमिक हो सकते हैं या उनके पास कई क्षेत्र हो सकते हैं और हमने यह भी देखा है कि स्टेट मशीन डायग्राम को परिभाषित करता है तो उस पर जारी रहेगा यह स्टेट मशीन डायग्राम को गहराई से खोजने की कोशिश करते हैं तो यह सिर्फ पुनर्कथन है कि यह एक ATM के बिहेवियरल स्टेट डायग्राम में से एक है जो हमने किया है और मुझे यकीन है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं और यदि आप नहीं समझे हैं तो कृपया उस पर फिर से जाएं अब सबसे पहले प्रोटोकॉल स्टेट मशीन है इसलिए वे बिहेवियरल स्टेट्स को व्यक्त करने के लिए इच्छुक हैं हमारे पास किसी स्टेट के बारे में बात करता है इसके बीच आगे की एक्टिविटी का विवरण दिए बिना जब हम एक प्रोटोकॉल स्टेट मशीनके साथ शुरू कर सकता हूं और फिर जब हमें अधिक जानकारी मिलती है तो हम उन सभी व्यवहारों को जोड़कर इस प्रोटोकॉल स्टेट होती है जो आपको अंतिम स्थिति में ले जाती है इसलिए प्रोटोकॉल स्टेट्स होगा तो इस संदर्भ में कि प्रोटोकॉल स्टेटस नहीं होता है लेकिन अन्यथा आपके पास इस पर एक कम्पोजिट स्टेट है

और इसलिए प्रारंभिक से शुरू होकर यह रेडी से आ जाते हैं या प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि एक उच्च प्राथमिकता प्रक्रिया इस प्रक्रिया में आ गई है तो प्रक्रिया होगी और यहाँ वापस आ जाओ इसलिए हम देख सकते हैं कि संभवत हमने बिहेवियरल स्टेट मशीन माना जा रहा है

यह सिर्फ एक और उदाहरण है जो आपको एक कीबोर्ड ऑपरेशन दिखा मशीन में वापस जारी रखते हैं लेकिन जब आप कैप्स लॉक होने के लिए हो रहा है और इस अवस्था में यदि आपके पास कैप्स लॉक वास्तव में कैसा दिखेगा या संचालित होगा इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगा जिसके बारे में हमने काफी कुछ मॉड्यूल को देखा वे एक मंजिल से दूसरी मंजिल के बीच चलते हैं तो हमने कहा कि मंजिल के 3 संभावित मूल्य हो सकते हैं इसलिए 1 और 2 पहली मंजिल और दूसरी मंजिल और x जो अनिश्चित मंजिल या मूविंग स्टेट करता है और इसलिए इसके आधार पर हम इस पूरे परिदृश्य के लिए एक स्टेट मशीन डायग्राम पाते हैं

स्वाभाविक रूप से हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि यह स्टेट मशीन डायग्रामक्या होगा एंट्री हो सकती है

तो ये अलग अलग संभावनाएँ हैं जो उस स्थिति में मौजूद होंगी और पहचानने के बाद कि हमारे पास प्रोटोकॉल स्टेट डायग्राम x है जिसका अर्थ है कि फर्श अनिश्चित है क्योंकि जो चल रहा है वह ऊपर जा रहा है और द्वार बंद है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से एंट्रीको चलाना है घिरनी को कुछ दिशा में मुड़ना है इत्यादि तो ये सब अगर आप यहाँ स्टेटकैसे बढ़ते हैं प्रोटोकॉल स्टेट होने के बाद संतुष्ट होना चाहिए इसलिए यह अवधारणा हम uml के विभिन्न भागों में बार बार कह रहे हैं हमने इस तरह की अवधारणाओं को एक्टिविटी डायग्राम यह है कि इससे क्या परिणाम होगा एक अद्वितीय id तो यह विशिष्ट तरीके हैं जो आप प्रोटोकॉल ट्रांजिशन संतुष्ट है या यह विफल है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग अद्वितीय id होती है क्योंकि और फिर आप स्वाभाविक रूप से केवल तभी बनाते हैं जब यह एक अद्वितीय id होती है और फिर इस स्थिति से आप सस्पेंड स्टेट में पहुंच जाते हैं सिस्टम के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास सस्पेंड का बहुत सावधानी से पालन कर सकते हैं और उन्हें प्रीकंडीशनक्या हैं जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए हमें यह करना होगा कि समाप्त होने से पहले हम स्टेट मशीन के साथ शुरू करेंगे इसलिए हम जो पहचान करते हैं हमने देखा है कि एक लीवहैं इसलिए हम केवल एक प्रोटोकॉल स्टेट मशीन में अभी तक अनुमोदित नहीं किए गए अनुरोध को पंजीकृत किया गया है जब इसे सिस्टम में जाता है इत्यादि इसलिए यदि हम इसका अनुसरण करते हैं तो हम लीवनिर्धारित की जा सकती हैं और यदि आप इसके माध्यम से प्रयास करते हैं तो यह वह जगह है जहां मैं स्टेट मशीन है

पोस्टकंडीशन है जो होनी चाहिए

तो इसी तरह से हम इस पर जारी रख सकते हैं कि अगर लीव है इत्यादि

इसलिए आप यह वर्णन करने के लिए अधिक प्रोटोकॉल वाले स्टेट रद्द हो सकती है यहां जाना होगा वास्तव में हम इसे रद्द कर सकते हैं अफसोस है कि यह वास्तव में यहां नहीं होना चाहिए मॉडल रिकॉर्ड में हो सकता है जो तब सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है तो यह सिर्फ एक रूपरेखा है जो आपको दिखा रही है कि विभिन्न ट्रांजीशन

या अनुरोध करने वाले कर्मचारी के रिपोर्टिंग प्रबंधक को इस लीवबन जाएंगे तो यह आपको केवल यह दिखाने के लिए है कि लीव मैनेजमेंट के एक सेट पर निर्भर करती है जो कि किसी भी जटिल सिस्टम के लिए बहुत विशिष्ट है जिसे आप uml मॉडल करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए स्टेट मशीन डायग्राम में वास्तव में उपयोगी उपकरण बन जाते हैं संक्षेप में बताए गए स्टेट मशीन डायग्राम का निर्माण किया जा सकता है